इस पाठ में हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के डिफरेंशियल इक्वेशन और रेस्पॉन्सेस को सारांशित करेंगे और कॉमन लिमिट स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे जैसे एक DC करंट एक कैपेसिटर में से प्रवाहित नहीं हो सकता है या हमारे पास एक DC वोल्टेज नहीं हो सकता है इसलिए सबसे पहले हम इसे एक उदाहरण के रूप में लेंगे लेकिन मेरे द्वारा दिए गए कथन हर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए सही होंगे एक कपैसिटर और किसी भी संख्या में इंडिपेंडेंट सोर्सेस और अन्य लीनियर घटकों के साथ वाले किसी भी सर्किट को इस रूप में किया जा सकता है यह Vs R और C यह वास्तविक सर्किट हो सकता है या यह Vs और R कपैसिटर से जो कुछ भी जुड़ा है उसका थेवेनिन इक्विवैलेन्ट हो सकता है जब तक आपके पास एक कपैसिटर है आपके पास अधिक से अधिक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम होगा और यह इक्विवैलेन्ट सर्किट होगा अब हम विभिन्न संभावित वेरिएबल्स की पहचान करते है मैंने Vc कैपेसिटर वोल्टेज Ic कैपेसिटर करंट और VR रेसिस्टर के पार वोल्टेज को चिह्नित किया है अब हम पहले ही देख चुके है कि हम इनमें से किसी भी वेरिएबल के संदर्भ में इस सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते है यदि आप इसे Vc के संदर्भ में लिखते है तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन है Ic के संदर्भ में यह डिफरेंशियल इक्वेशन है और अंत में VR के संदर्भ में यह डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आम तौर पर सत्य है हमने कोई धारणा नहीं बनाई है ये केवल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो हमें तब मिलते है जब हम Vc को वेरिएबल के रूप में या Ic को वेरिएबल के रूप में या VR को वेरिएबल के रूप में चुनते है अब आप जिस चीज पर ध्यान दे सकते है जो मैंने पहले बताया है वह यह है कि लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वैसा ही है तो सोर्स फ्री सर्किट में जब Vs 0 होता है तीनों अनिवार्य रूप से आपको एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन देते है जिसमें राइट हैंड साइड्स 0 होते है अगर हम Vs को 0 के बराबर सेट करते है यानी सोर्स फ्री केस तो राइट हैंड साइड 0 0 और 0 होगा तो आप देख सकते है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल समान है यदि राइट हैंड साइड्स 0 है केवल वेरिएबल्स भिन्न है अब क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन समान है इनमें से प्रत्येक वेरिएबल्स एक ही रेस्पॉन्स का अनुसरण करते है तो इनमें से प्रत्येक का नैचरल रेस्पॉन्स जो सोर्स फ्री मामले से मेल खाता है वह Vc यह Vc exp t RC होगा और Ic के लिए भी यह Ic exp t RC होगा और अंत में हमारे पास VR यह VR exp t RC होगा इसलिए एक बार जब आप फर्स्ट ऑर्डर RC सर्किट की मूल बातें से परिचित हो जाते है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है आप केवल इनिशियल कंडीशन की पहचान करके नैचरल रेस्पॉन्स को लिख पाएंगे जो आप नियमित सर्किट विश्लेषण में कर सकते है अब इसे ठीक से समझने के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन्स और उन सभी चीजों को समझने की जरूरत है जिन पर हमने चर्चा की है लेकिन आपके पास इसके साथ पर्याप्त अनुभव होने के बाद आपको उपयुक्त इनिशियल कंडीशन की पहचान करके किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को हल करने में सक्षम होना चाहिए और यह सर्किट में किसी भी वेरिएबल के लिए सच है क्योंकि सभी वेरिएबल उसी पैटर्न का पालन करेंगे जैसा आप वहां पर देख सकते है अब यदि Vs को कॉन्स्टन्ट मान लिया जाए तो हमने अब तक यही देखा है तो चीजें भी काफी आसान है यदि Vs एक कॉन्स्टन्ट है तो फिर से ये दोनों 0 होंगे क्योंकि Vs का टाइम डेरीवेटिव 0 है और हम इसका हल भी जानते है वास्तव में यह बिल्कुल वही समाधान है Ic अंततः 0 पर जायेगा वैसे यदि आप इस डेरीवेटिव टर्म को हटाते है तो आपके पास केवल एक बीजगणितीय समीकरण रह जाएगा और वह स्टेडी स्टेट समाधान होगा कॉन्स्टन्ट इनपुट के लिए इनमें से किसी भी वेरिएबल का स्टेडी स्टेट भी एक कॉन्स्टन्ट होता है और इन चीजों के स्थिर रहने का एकमात्र तरीका यह है कि डेरिवेटिव 0 है तो स्टेडी स्टेट समीकरण मूल रूप से कॉन्स्टन्ट इनपुट के लिए होता है जब डेरिवेटिव 0 होते है और रेस्पोन्सेस समान होते है केवल Vc के लिए यह अलग होता है अब एक सामान्य फर्स्ट ऑर्डर सर्किट में जो इससे अधिक जटिल हो सकता है निश्चित रूप से फर्स्ट ऑर्डर का अर्थ एक कपैसिटर है लेकिन आपके पास कितने भी रेसिस्टर्स कंट्रोल्ड सोर्सेस कितने भी इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो सकते है तो आप कोई भी वेरिएबल चुनें सामान्य तौर पर यह कुछ इस तरह के समीकरण का पालन करेगा और इसका समाधान क्या है जिस तरह से हमने इसे लिखा है जब Vs कॉन्स्टन्ट है Vc यह Vs Vc Vs × exp t RC है मैं इसे थोड़ा विस्तार से बताऊंगी मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने दें इसका समाधान फोर्स्ड रेस्पॉन्स नैचरल रेस्पॉन्स के रूप में लिखा जाता है अब ऐसा लगता है यह Vs इसके लिए विशिष्ट है लेकिन यदि आप इसके बारे में एक पल के लिए सोचते है तो आप महसूस करेंगे कि यहां जो कुछ भी दिखाई देता है वह स्टेडी स्टेट समाधान के अलावा और कुछ नहीं है इसलिए यदि आपके पास एक कॉन्स्टन्ट इनपुट Vs है तो स्टेडी स्टेट d Vcdt 0 द्वारा दी जाती है जिसका अर्थ है कि हम समीकरण के केवल इस भाग को लेते है Vc Vs के बराबर होता है स्टेडी स्टेट तक पहुंचने के बाद यही होता है और जैसा कि मैंने कहा है हर सर्किट जिसे हम अभी विचार करेंगे एक स्टेबल सर्किट होगा और इस तरह की स्टेडी स्टेट तक पहुंच जाएगा नैचरल रेस्पॉन्स अंततः समाप्त हो जाएगा तो इस पूरे समीकरण को अधिक सामान्य तरीके से लिखा जा सकता है जैसे Vc ∞ Vc V c ∞ × exp t RC तो Vc ∞ Vc का स्टेडी स्टेट मान है हम जानते है कि यह असम्बद्ध रूप से इस मान तक पहुंच जाएगा और Vc Vc पर प्रारंभिक स्थिति है और यह समाधान तब मान्य है जब Vs एक कॉन्स्टन्ट है यदि आपके पास Vs है जो टाइम का कोई मनमाना फंक्शन है तो आप यहां टाइम के उस फंक्शन को आसानी से प्रतिस्थापित नहीं कर सकते है इसलिए यह केवल तभी मान्य है जब Vs कॉन्स्टन्ट हो तो अब यह किसी भी फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के समाधान का एक सामान्य रूप है हम फिर से RC सर्किट को देख रहे है जहां सिंगल R और C है लेकिन जब तक आपके पास एक कपैसिटर या एक इंडक्टर वाला सर्किट है और शेष सर्किट उतना ही जटिल हो सकता है जितना आप इसे बना सकते है आपके पास कई इंडिपेंडेंट सोर्सेस और लिनियर एलिमेंट्स जैसे रेसिस्टर्स और कंट्रोल्ड सोर्सेस हो सकते है हम थेवेनिन प्रमेय से जानते है कि इस सब को कपैसिटर के टर्मिनलों पर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में एक सिंगल रेसिस्टर के रूप में दिखाया जा सकता है और यदि आपके पास एक इंडक्टर है तो फिर से वही काम किया जा सकता है तो परिणाम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है ऐसे सर्किट्स में किसी भी वेरिएबल का हल इस रूप का होगा कॉन्स्टन्ट इनपुट भाग महत्वपूर्ण है मान लें कि यह टाइम के फंक्शन के रूप में कुछ वोल्टेज Vx है यह स्टेडी स्टेट मूल्य इनिशियल और स्टेडी स्टेट मूल्यों के बीच का अंतर होगा जो समय के साथ घटता है इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही बताया है यह स्टेडी स्टेट मूल्य है और यह इनिशियल और स्टेडी स्टेट के बीच का अंतर है और यह टाइम कॉन्स्टन्ट है और यह किसी भी करंट के लिए सही है सामान्य तौर पर यह इस रूप का होगा और निश्चित रूप से इसका टाइम कॉन्स्टन्ट समान होगा तो यह टाइम कॉन्स्टन्ट है यह स्टेडी स्टेट मूल्य है और यह भाग इनिशियल और स्टेडी स्टेट मूल्यों के बीच का अंतर है यह सब लिखने का क्या मतलब है मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि यदि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है तो पर्याप्त अनुभव के साथ आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे बिना भी रेस्पॉन्स लिख सकते है अब इसका मतलब यह नहीं है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में जो कुछ भी पता है उसे भूल जाना चाहिए इसलिए शुरू में आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लें और सुनिश्चित करें कि सब कुछ सुसंगत है लेकिन थोड़ी देर के बाद आप किसी भी करंट या वोल्टेज के स्टेडी स्टेट मूल्यों की पहचान करने में सक्षम होंगे मैं समझाऊंगी कि यह कैसे करना है और यह करंट या वोल्टेज के प्रारंभिक मूल्य है एक बार जब आप उन चीजों की पहचान कर लेते है तो केवल एक चीज की पहचान की जानी बाकी है वह है टाइम कॉन्स्टन्ट और वह भी पहचाना जा सकता हैक्योंकि आपके पास या तो एक सिंगल कपैसिटर या एक इंडक्टर है और स्रोत मुक्त सर्किट में कपैसिटर या इंडक्टर के पार दिखाई देने वाला इफेक्टिव रेसिस्टेन्स है जो कि एक्विवैलेन्ट रेसिस्टेन्स है और रेसिस्टेन्स और क्याप्यासिटेंस का गुणनफल टाइम कॉन्स्टन्ट है अब उन सभी मामलों के लिए जिन्हें हम जानते है इसे थोड़ी देर बाद मॉडिफाई किया जाएगा हम इन चीजों को कैसे करते है तो इनिशियल कंडीशन इसका मतलब है कि इनपुट को अप्लाई करने से पहले या किसी अन्य मूल्य में स्टेप परिवर्तन से पहले कैपेसिटर में कुछ वोल्टेज होता है और आमतौर पर आप यह मानकर चलते है कि कैपेसिटर वोल्टेज तुरंत नहीं बदलता है यह सच है यदि कैपेसिटर में करंट परिमित है इसके आधार पर आप सर्किट में किसी भी वेरिएबल पर इनिशियल कंडीशन की गणना कर सकते है तो मैं फिर से इस तरह का एक साधारण सर्किट लेती हूं और मान लीजिए कि इनपुट Vs 0 वोल्ट से 5 वोल्ट में बदल जाता है और मान लें कि यह स्टेप t 0 पर होता है यह सुपरस्क्रिप्ट का अर्थ है कि यह स्टेप से ठीक पहले है और स्टेप से ठीक पहले कैपेसिटर पर वोल्टेज यह 2 वोल्ट के बराबर है अब सबसे पहले कैपेसिटर वोल्टेज का मान यदि आप कैपेसिटर पर इनिशियल कंडीशन का पता लगाना चाहते है यानी वोल्टेज जो कि स्टेप के ठीक बाद है जो कि 0 द्वारा इंगित किया गया है यह Vc के समान होगा क्योंकि इस सर्किट में अनंत धाराएँ नहीं हो सकतीं यदि कैपेसिटर के माध्यम से एक अनंत धारा है तो वह अनंत धारा रेसिस्टर के माध्यम से बहती है जिसका अर्थ है कि रेसिस्टर के पार अनंत वोल्टेज होना चाहिए हम मान लेंगे कि हमारा Vs परिमित है तो इस तरह के मामले में हमारे पास अनंत धाराएं नहीं हो सकती है बाद में हम सर्किट देखेंगे जहां ऐसा हो सकता है लेकिन इस सर्किट में ऐसा नहीं हो सकता है तो यह Vc के बराबर होगा जो कि 2 वोल्ट के बराबर है इसके बजाय यदि आप VR में रुचि रखते है तो VR क्या है VR पर इनिशियल कंडीशन जैसे ही स्टेप अप्लाई की जाती है क्या है VR और कुछ नहीं बल्कि Vs Vc है तो स्टेप अप्लाई होने के बाद Vs 5 वोल्ट है और Vc 2 वोल्ट है क्योंकि यह निरंतर है VR3 वोल्ट होगा अंत में यदि आप Ic में रुचि रखते है तो आप देख सकते है कि यह Ic कुछ भी नहीं है R द्वारा विभाजित रेसिस्टर के पार वोल्टेज है और वोल्टेज पर इनिशियल कंडीशन हम पहले ही पता लगा चुके है तो करंट पर इनिशियल कंडीशन 3 वोल्टR है और यदि R 1 KΩ है तो यह 1 मिली एम्पीयर है तो आप आसानी से सीधे सर्किट से इनिशियल कंडीशन का पता लगा सकते है फिर हम कॉन्स्टन्ट इनपुट के साथ अंतिम स्थिति या स्टेडी स्टेट की स्थिति देखेंगे यह महत्वपूर्ण है अब हम केवल कॉन्स्टन्ट इनपुट के साथ काम कर रहे है हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे थे वे सामान्य थे और इस बात से स्वतंत्र थे कि आपके पास किस तरह का इनपुट है लेकिन हमने जो समाधान प्राप्त किए है वे केवल कॉन्स्टन्ट इनपुट के लिए है अब यह क्या है यह निम्नलिखित का मूल्यांकन करता है यदि आपके पास कॉन्स्टन्ट इनपुट है तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर में वोल्टेज भी कॉन्स्टन्ट रहेगा तो यह तथ्य कि हमारे पास कॉन्स्टन्ट इनपुट है इसका मतलब है कि कैपेसिटर वोल्टेज स्टेडी स्टेट में कॉन्स्टन्ट है तो यह हमें एक सरलीकरण देता है यदि कैपेसिटर वोल्टेज कॉन्स्टन्ट है तो कैपेसिटर करंट 0 होगा तो यहां हमारे पास एक कॉन्स्टन्ट वोल्टेज है इसलिए कैपेसिटर करंट Ic जो कि C × कैपेसिटर वोल्टेज का टाइम डेरीवेटिव है 0 होगा इसलिए यदि आपके पास कॉन्स्टन्ट इनपुट है तो प्रत्येक स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर करंट 0 होगा जिसका अर्थ है कि उन्हें ओपन सर्किट के रूप में माना जा सकता है इसलिए हम फिर से पहले जैसा ही उदाहरण लेंगे यदि आप 5 वोल्ट इनपुट और 1KΩ रेसिस्टर और कुछ कैपेसिटर C के साथ अंतिम मूल्य की गणना करने में रुचि रखते है तो देखिए जहां तक अंतिम मूल्य गणना का संबंध है हमने देखा कि कैपेसिटर करंट 0 होगा और केवल अंतिम मूल्य गणना के लिए हम कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर सकते है और अब यह कहना बहुत आसान है कि अंतिम स्टेडी स्टेट वोल्टेज क्या है यह 5 वोल्ट के बराबर है क्योंकि इस रेसिस्टर में से भी कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है इसलिए अगर हम इसे Vc कहते है तो Vc ∞ 5 वोल्ट है यह बहुत ही सरल सर्किट है लेकिन किसी भी सर्किट में आप कैपेसिटर को ओपन सर्किट कर सकते है तो आपके पास केवल इंडिपेंडेंट सोर्सेस और रेसिस्टर्स या कंट्रोल्ड सोर्सेस होंगे यह कैपेसिटर के बिना पहले के सर्किट विश्लेषण की तरह है जिसे आप काफी आसानी से कर सकते है Vc का स्टेडी स्टेट मूल्य 5 वोल्ट है दूसरी ओर यदि आप Ic चाहते हैतो आप स्पष्ट रूप से देख सकते है कि ओपन सर्किट के कारण Ic यहां 0 है तो Ic ∞ यहां 0 है और इसी तरह यदि आप VR में रुचि रखते है तो आप देख सकते है कि VR भी 0 है क्योंकि रेसिस्टर्स में से भी कोई करंट प्रवाहित नहीं है तो इसे भी काफी आसानी से पहचाना जा सकता है हमने चर्चा की है कि आप सर्किट का निरीक्षण करके या सरल सर्किट गणना करके प्रारंभिक और अंतिम मान कैसे प्राप्त कर सकते है यानी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ बीजीय सर्किट के लिए हल करना पड़ सकता है जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेस और रेसिस्टर्स और कंट्रोल्ड सोर्सेस के साथ सर्किट है और अंत में टाइम कॉन्स्टन्ट की गणना करना भी बहुत आसान है तो मान लीजिए कि हमारे पास इंडिपेंडेंट सोर्सेस रेसिस्टर्स और कंट्रोल्ड सोर्सेस के साथ कोई सर्किट है और हमारे पास दो टर्मिनल उपलब्ध है और इसके पार हम कैपेसिटर को जोड़ते है यह सर्किट में एकमात्र कैपेसिटर है उस स्थिति में यह सर्किट फर्स्ट आर्डर सर्किट होगा और बाकी को वोल्टेज सोर्स Vth के साथ सीरीज में Rth द्वारा दर्शाया जा सकता है और हमारे पास एक कैपेसिटर C होता है इसका टाइम कॉन्स्टन्ट इंडिपेंडेंट सोर्सेस को 0 पर सेट करके पाया जाता है जो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करता है और हमारे पास C है और आपको C के आर पार रेसिस्टेन्स ज्ञात करना है और वह Rth के बराबर है तो टाइम कॉन्स्टन्ट 1 Rth × c है इसलिए दूसरे शब्दों में यदि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है तो प्रत्येक वेरिएबल इस प्रकार के व्यवहार का पालन करेगा फिर आप पहले Ix को ज्ञात करते है यह मान कर है कि कैपेसिटर वोल्टेज नहीं बदलता है और यह सच है यदि कैपेसिटर करंट अनंत नहीं है हम बाद में ऐसे उदाहरण देखेंगे जहां यह अनंत हो सकता है और कैपेसिटर को ओपन सर्किट करके आप स्टेडी स्टेट मान ज्ञात कर सकते है जो कि अनंत पर मान है यदि आपके पास एक इंडक्टिव सर्किट है तो आप इंडक्टर को शॉर्ट सर्किट करके स्टेडी स्टेट मान ज्ञात कर सकते है क्योंकि कॉन्स्टन्ट इनपुट के साथ इंडक्टर वोल्टेज स्टेडी स्टेट में 0 है तो आपके पास ये मान 0 और अनंत है और निश्चित रूप से सोर्स फ्री सर्किट में कैपेसिटर के टर्मिनलों में थेवेनिन रेसिस्टेन्स का पता लगाकर टाइम कॉन्स्टन्ट पाया जा सकता है तोपूरा रेस्पॉन्स निरीक्षण द्वारा लिखा जा सकता है